इंजीनियरिंग गणित के पहले व्याख्यान में आपका स्वागत है मैं गणित विभाग से जितेंद्र कुमार हूँ आज हम एक वेरिएबल के डिफरेंशियल कैल्कुलस से रोल्स थ्योरम Rolle's Theorem पर चर्चा करेंगे ये वह विषय हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे तो चलिए हम रोल्स थ्योरम Rolle's Theorem के साथ शुरुआत करते हैं तथा चूँकि यह एक बहुत ही मौलिक थ्योरम है इसलिए हम विस्तार प्रमाण में इस पर बात करेंगे यह अन्य व्याख्यान में विभिन्न परिणामों और कुछ उदाहरणों में भी उपयोग किया जाएगा रोल्स थ्योरम Rolle's Theorem क्या है रोल्स थ्योरम Rolle's Theorem यह है कि यदि सिंगल वेरिएबल का कोई फ़ंक्शन f है जोकि क्लोसड इंटरवल a b में कंटिन्यूस है और ओपन इंटरवल a b में डिफरेंशिएबल है इसके साथ ही एक और स्थिति है जो कहती है कि बिंदु a पर फ़ंक्शन वैल्यू बिंदु b पर फ़ंक्शन वैल्यू के बराबर है और दोनो छोर पर फ़ंक्शन वैल्यू समान है इस स्थिति में थ्योरम का कहना है कि ओपन इंटरवल a b में एक संख्या c मौजूद है जिसका अर्थ है कि एक बिंदु c होगा जहाँ टेंजेंट का स्लोप शून्य होगा अगर हम ज्योमैट्रिकल इंटरप्रिटेशन के माध्यम से देखें तो चलिए मान लेते हैं कि यह फंकशन है जिसको x अक्ष पर और y अक्ष में यहाँ प्लॉट किया गया है तो यह a पर एक बिंदु है बिंदु a पर एक फ़ंक्शन वैल्यू है और वही फंकशन वैल्यू यहाँ बिंदु b पर है हर जगह फ़ंक्शन कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है तब यह थ्योरम कहता है कि यहाँ कम से कम एक बिंदु ऐसा होगा जहां पर डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा या टेंजेंट x अक्ष के समानांतर होगी तो टेंजेंट का स्लोप 0 का अर्थ है कि यह x अक्ष के समानांतर है तो स्पष्ट रूप से हम यह देख सकते हैं कि a के बगल में कहीं एक बिंदु है जहां टेंजेंट x अक्ष के समानांतर है इस स्थिति में और भी बिंदु हैं जैसे कि मैं एक यहां देख सकता हूं जहाँ टेंजेंट फिर से x अक्ष के समानांतर है और यहां एक और बिंदु है जहां टेंजेंट x अक्ष के समानांतर है लेकिन जैसे कि थ्योरम कहता है कि कम से कम एक बिंदु जरूर होगा जहाँ टेंजेंट x अक्ष के समानांतर होगी तो इस विशेष स्थिति में हमें एक से अधिक बिंदु मिल रहे हैं जहां टेंजेंट x अक्ष के समानांतर है क्योंकि अब प्रमाण बहुत सरल है तो क्रमानुसार आगे बढ़ते हैं यहाँ हम मानते हैं कि फ़ंक्शन अधिकतम और न्यूनतम वैल्यू लेता है और इस इंटर्वल a b में M द्वारा अधिकतम और m के रूप में न्यूनतम को दर्शाया जाता है जिसकी गारंटी वैल्यू थ्योरम द्वारा पता चलता है क्योंकि फ़ंक्शन क्लोसड इंटरवल में कंटिन्यूस है और इसलिए किसी बिंदु पर इस इनटर्वल में अधिकतम और न्यूनतम निश्चित रूप से प्राप्त होगा अब हम निम्नलिखित स्थिति पर विचार करते हैं यह एक विशेष केस I है जब M m है इसलिए अधिकतम वैल्यू न्यूनतम वैल्यू के बराबर है अब एक ऐसी स्थिति के बारे में सोचें जहां फ़ंक्शन के अधिकतम और न्यूनतम वैल्यू समान है तो इस स्थिति में स्पष्ट रूप से फ़ंक्शन वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं है और इसलिए न्यूनतम वैल्यू अधिकतम वैल्यू के बराबर है मूल रूप से अगर हम f m M को प्लॉट करते हैं तो यह एक कांस्टेंट फंकशन है और यही वह स्थिति होगी जब न्यूनतम वैल्यू अधिकतम वैल्यू के बराबर होगा तो इस विशेष मामले में f एक कांस्टेंट फंकशन है और चूंकि f एक कांस्टेंट फंकशन है अतः हर एक बिन्दु पर जो भी आप लेंगे डेरिवेटिव 0 होगा तो इस स्थिति में जब m M के बराबर है थ्योरम सिद्ध होता है अधिकतम वैल्यू न्यूनतम फ़ंक्शन वैल्यू के बराबर है तो अब दूसरी स्थिति जब फ़ंक्शन का अधिकतम वैल्यू फ़ंक्शन के न्यूनतम वैल्यू के बराबर नहीं है तो यहाँ पर हम फिर से तीन मामलों या तीन स्थितियों पर विचार करेंगे पहली स्थिति में हम यह मान लेते हैं कि अधिकतम वैल्यू जो यहां स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि यह a और b पर फ़ंक्शन वैल्यू से अलग है थ्योरम की मान्यताओं के अनुसार फ़ंक्शन वैल्यू a और b पर समान हैं यहां हम मानते हैं कि फ़ंक्शन का अधिकतम वैल्यू बिन्दु a और b पर फ़ंक्शन वैल्यू से अलग है दूसरी स्थिति में न्यूनतम वैल्यू a और b पर फ़ंक्शन वैल्यू से अलग होता है और तीसरी स्थिति जिसमे कुछ फ़ंक्शन के लिए यह दोनों में अलग हो सकता है इसलिए इस मामले में न्यूनतम या बल्कि मैं इस प्रत्येक मामले में लोकल न्यूनतम या लोकल अधिकतम कहूंगा जो यहां है और यह a और b पर समान वैल्यू से अलग है और यहाँ ए और बी पर फ़ंक्शन वैल्यू इन दो लोकल अधिकतम वैल्यू से भिन्न हैं इस केस में यह दोनों अलग हैं इसलिए किसी भी केस में हम यह मानते हैं फ़ंक्शन का अधिकतम वैल्यू a और b पर f के समान वैल्यू से भिन्न है तो M अधिकतम अलग है इसी तरह हम बाद में विचार करेंगे कि यदि M अलग नहीं है तो छोटा m अलग होना चाहिए उनमें से कम से कम एक अलग होगा क्योंकि M छोटे m के बराबर नहीं है हम मान लेते हैं कि फ़ंक्शन M वैल्यू बिंदु c पर ले रहा है तो fM फ़ंक्शन का लोकल अधिकतम बिंदु c पर है अतः यदि यह f लोकल अधिकतम वैल्यू है तो हमारे पास है f cΔ x −f अभी स्थिति fc Δ x को लेते है तो यहाँ यह बिंदु c Δ x c के पास में है मान लें कि यह Δ x 0 के करीब है तो उस केस में चूंकि f फ़ंक्शन का अधिकतम वैल्यू है fcΔ x इस f से छोटा होगा क्योंकि f लोकल अधिकतम है तो इस मामले में निश्चित रूप से Δ x होगा क्योंकि f अधिकतम वैल्यू है यह एक्सप्रेशन यहाँ fcΔ x −f 0 से कम या इसके बराबर होगा चाहे यह Δx पॉजिटिव हो या नेगेटिव इसका मतलब यह है कि आप इस बिंदु c के आसपास किसी भी बिंदु को लेते हैं तो यहाँ अंतर fcΔ x−f≤ 0 होगा और अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन को Δx से विभाजित करता हूं और यदि मैं पहली स्थिति में Δ x को पॉजिटिव मानता हूं तो इस एक्सप्रेशन का चिन्ह नहीं बदलेगा और Δx पॉजिटिव होने पर 0 से कम या बराबर रहेगा दूसरी ओर अगर मैं Δx को नेगेटिव संख्या के रूप में लेता हूं तो यह एक्सप्रेशन चिन्ह को बदल देगा और यह fcΔ x −f Δx से विभाजित होने पर 0 के बराबर या इससे बड़ा हो जाएगा और अब मैं इस पहली स्थिति को लूँगा जब Δ x को पॉजिटिव लिया गया है और जब लिमिट Δ x 0 पर जाती है और यह एक्सप्रेशन 0 से कम है यदि आप इसे गौर से देखें तो यह फ़ंक्शन f का राइट हैंड डेरिवेटिव है और चूंकि फ़ंक्शन f डिफ़्फ़रेनशियेबल है तो यह फ़ंक्शन के डेरिवेटिव के बराबर होगा तो हमारे पास यहाँ पर ये इनइक्वालिटी है कि इस स्थिति में डेरिवेटिव 0 के बराबर या इससे कम होगा और दूसरी तरफ जब आप इसे Δx से विभाजित करते हैं जोकि नेगेटिव है और फिर लिमिट लगाने पर इसी स्थिति को प्राप्त करते हैं चूंकि फ़ंक्शन डिफ़्फ़रेनशियेबल है अतः डेरिवेटिव भी पॉजिटिव होगा क्योंकि यह इनइक्वालिटी 0 से अधिक या बराबर है तो इस केस में हमें f 0 मिलता है जबकि f ≤0 है इन दोनों से ये f का वैल्यू 0 प्राप्त होता है क्योंकि ये एक ही समय में शून्य से कम या ज्यादा नही हो सकता अतः यहाँ केवल एक ही संभावना है जिसमें f का वैल्यू शून्य होगा तो इस प्रकार हमने ये सिद्ध कर दिखाया कि इस ओपन इंटरवल में एक बिन्दु c है जिस पर डेरिवेटिव खत्म होगा यहाँ कुछ टिप्पणियां हैं जिनका बहुत महत्व है तो यहाँ रोल्स थ्योरम Rolle's Theorem की परिकल्पना पर्याप्त हैं लेकिन निष्कर्ष के लिए आवश्यक नहीं है इससे हमारा क्या तात्पर्य है हमने क्लोसड इंटरवल a b में फ़ंक्शन की कंटिन्यूटी और ओपन इंटरवल a b में डिफ़्फ़रेनशियेबिलिटी देखी और जहां हमारे पास एक तीसरी स्थिति थी जब ff है यदि ये तीन स्थितियाँ संतुष्ट होती हैं तो एक बिंदु c मौजूद होता है जहाँ डेरिवेटिव समाप्त हो जाता है अगर यह तीन स्थितियाँ पर्याप्त हैं तो इसका तात्पर्य है कि f 0 है लेकिन इसका विपरीत f 0 का मतलब यह नहीं है कि फ़ंक्शन कंटिन्यूस डिफ़्फ़रेनशियेबल है और कुछ बिंदुओं पर हम a और b के बराबर वैल्यू लेंगे दूसरे शब्दों में इन तीन परिकल्पनाओं के पूरे होने पर निष्कर्ष का आश्वासन है निष्कर्ष का अर्थ है f 0 हालांकि अगर परिकल्पना पूरी नहीं होती है तो आप उस निष्कर्ष पर पहुँच भी सकते हैं या नहीं भी पहुँच सकते जो अब हम कुछ उदाहरण की सहायता से देखेंगे आइए इस उदाहरण पर विचार करें fxx2 2≤x≤1 3x 2 1x≤2 यदि हम देखते हैं कि फ़ंक्शन कंटिन्यूस है f 1 पर फ़ंक्शन वैल्यू 1 है जिसे हम सीधे प्रतिस्थापित या सब्सीट्यूट कर सकते हैं जब तक फ़ंक्शन को 1 तक परिभाषित किया गया है तो f यहाँ 1 है और यदि आप राइट लिमिट लेते हैं तो f 1 0 राइट लिमिट है तो लिमिट Δ x → 0 और f1 Δx या f या किसी भी लिमिट को घटाएं तो डेरिवेटिव प्राप्त नहीं करने जा रहे हैं तो यह f1 Δx और Δx→0 सिर्फ यहाँ एक्सप्रेशन है और हम यहाँ Δx को पॉजिटिव लेते हैं तो इस फ़ंक्शन की राइट लिमिट Δ x→0 है तो लिमिट होगी Δ x → 0 Δx हम यहां पॉजिटिव रूप में ले रहे हैं और क्योंकि Δx पॉजिटिव है तो 1 Δ x की गणना हम 3 x−2 से करेंगे तो आपके पास 3 है और x का 1 Δx है और माइनस 2 और यह 3 और माइनस 2 के अलावा कुछ नहीं है तो 1 3 Δ x और Δx → 0 है तो यह 1 f के बराबर है इसलिए इस मामले में फ़ंक्शन स्वाभाविक रूप से कंटिन्यूस है और अगर हम डिफ़्फ़रेनशियेबिलिटी की जांच करते हैं इसका मतलब है सबसे पहले राइट डेरिवैटिव तो f1 0 राइट डेरिवैटिव का मतलब लिमिट Δx → 0 है और Δx पॉजिटिव है तो f1 Δ x f और Δx से विभाजन यह यहाँ नहीं है तो इस मामले में लिमिट Δx → 0 पॉजिटिव है तो फिर यहां 1Δx की गणना फिर से 3x−2 से की जाएगी जो हमने पहले किया है यह 1 3Δ x आ रहा था और जब इसे Δx से विभाजित किया गया था और फिर यहाँ पर f को माइनस करने पर यह 1 आया है तो यह कैंसिल हो जाता है और फिर यह वैल्यू कुछ और नहीं बल्कि 3 रह जाता है तो इस फंकशन का राइट डेरिवेटिव 3 है तो f जो कि एक नोटेशन है और यदि आप लिमिट Δx→0 की गणना करते हैं तो x नेगेटिव है तो इस लिमिट का क्या होगा यहाँ आपके पास फिर से है f 1 Δ x f1Δ x लेकिन अब यह f1Δx और Δx नेगेटिव है जिसकी x2 से गणना की जाएगी तो हमारे पास यहाँ Δ x → 0 है और यह है 1Δx2 1x इस प्रकार जब हम इसका विस्तार करेंगे तो 1 Δ x22 Δ x पद होंगे इसलिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 2 Δx अब Δx से विभाजित होने पर आपको 2 मिलेगा और बाकी लिमिट के कारण 0 हो जाएगा तो यहाँ डेरिवेटिव 2 है जबकि वहाँ लेफ्ट डेरीवेटिव 3 है और राइट डेरीवेटिव 2 है इसलिए इस मामले में फ़ंक्शन डिफ़्फ़रेनशियेबल नहीं है अब हम इसे प्लॉट कर सकते हैं और फिर आप देख सकते हैं कि इस बिंदु 1 पर यहां फ़ंक्शन अपनी डिफ़्फ़रेनशियेबिलिटी को तोड़ता है राइट डेरीवेटिव जो हमने अभी देखा कि वह लेफ्ट डेरीवेटिव का नेगेटिव था जोकि 2 है और दाईं ओर 3 था इसलिए यहां एक बिंदु है जहां फ़ंक्शन डिफ़्फ़रेनशियेबल नहीं है लेकिन इस मामले में दिलचस्प बात यह है कि सभी परिकल्पना सही नहीं हैं चूंकि फ़ंक्शन इस बिंदु पर डिफ़्फ़रेनशियेबल नहीं है लेकिन यहाँ एक बिंदु 0 है जिस पर आप आसानी से फिर से गणना कर सकते हैं x2 का डेरिवेटिव 2 x और x 0 है अतः डेरिवेटिव 0 हो जाएगा यहाँ f 0 तो डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा या टेंजेंट इस मामले में x अक्ष के समानांतर है हालांकि यहां फ़ंक्शन डिफ़्फ़रेनशियेबल नहीं था इसलिए जैसा की हमने कहा था अगर हमने परिकल्पना को पूरा नहीं किया है तो फंक्शन निष्कर्ष पर पहुंच भी सकता है या नहीं भी तो इस मामले में यह निष्कर्ष पर पहुंच रहा है लेकिन यह रोल्स थ्योरम Rolle's Theorem के कारण नहीं है हम एक और उदाहरण लेते हैं अगर हमारे पास fxx 0≤x≤1 2 x 1x≤2 फिर से इसी तरह की स्थिति में इस फ़ंक्शन को आसानी से जांच सकते हैं और स्पष्ट रूप से देख सकते हैं यहाँ बिंदु 1 पर फ़ंक्शन डिफ़्फ़रेनशियेबल नहीं है और इस मामले में हमें 0 और 1 के बीच कोई बिन्दु नहीं मिल रहा है और जहां फ़ंक्शन है वहां डेरिवैटिव खत्म हो रहा है तो इस स्थिति में दिए गए इंटरवल में किसी भी बिंदु पर f 0 के बराबर नहीं है हमने इन दो उदाहरणों को देखा है जैसे की पिछला उदाहरण जहां फ़ंक्शन डिफ़्फ़रेनशियेबल नहीं था यह भी डिफ़्फ़रेनशियेबल नहीं है लेकिन 1 में f0 है यहाँ एक बिंदु है जहां डेरिवैटिव खत्म हो जाता है जबकि इस केस में इंटर्वल में किसी भी बिंदु पर डेरिवैटिव खत्म नहीं होता है तो इसलिए रोल्स थ्योरम Rolle's Theorem की तीन परिकल्पनाएँ पर्याप्त हैं और ये आवश्यक परिस्थितियां नहीं हैं तो उन स्थितियों में यह पक्का है कि ओपन इंटरवल a b में कम से कम एक बिंदु पर फ़ंक्शन का डेरिवैटिव खत्म हो जाएगा एक और टिप्पणी कंटिन्यूटी की स्थिति है हम देखते हैं कि क्लोसड इंटरवल में फंक्शन का कंटिन्यूस होना आवश्यक है अगर यह पूरा नहीं हुआ है तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि यहाँ कोई ऐसा c होगा जिस पर f 0 होगा इसलिए उदाहरण के लिए यदि आप इस फंक्शन को देखें fxx 0≤x1 0 x1 तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि फंक्शन 0 1 पर कंटिन्यूस और डिफ़्फ़रेनशियेबल है तथा f f है इसलिए यदि यह स्थिति लागू होती है तो डिफ़्फ़रेनशियेबल की स्थिति भी पूरी होती है लेकिन फ़ंक्शन बिन्दु 1 पर कंटिन्यूस नहीं है हमें ध्यान देना चाहिए क्योंकि फ़ंक्शन x 0 से 1 तक है और फिर यह x 1 के बराबर है हम यहाँ वृद्धि देख सकते हैं तो x 1 पर फ़ंक्शन 0 वैल्यू ले रहा है और अन्यथा x के रूप में यहाँ जा रहा है तो फ़ंक्शन 1 पर कंटिन्यूस नहीं है अन्यथा इस स्थिति में रोल्स थ्योरम Rolle's Theorem की अन्य सभी शर्तें पूरी होती हैं और फिर हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ओपन इंटरवल 0 और 1 के बीच हर जगह डेरिवेटिव 1 है और इसलिए इस इंटर्वल में हर जगह 0 और 1 के बीच f ≠ 0 है अब हम एक और उदाहरण में इस फंक्शन के लिए रोल्स की थ्योरम Rolle's Theorem की प्रयोज्यता पर चर्चा करेंगे fxx21 x∈01 3 x x∈12 तो फिर से अगर कंटिन्यूटी पर बात करें तो फ़ंक्शन कंटिन्यूस है क्योंकि यह f को 2 ले रहा है और अगर हम यहाँ राइट लिमिट f1 0 लेते हैं तो लिमिट Δ x → 0 और यह f1Δx होगा Δx पॉजिटिव होगा क्योंकि हम यहाँ राइट लिमिट ले रहे हैं और इस मामले में यह 3−1 Δx होगा इसका मतलब है कि यह एक 2 Δx है तो Δ x → 0 यह 2 है और वैल्यू 1 के बराबर है इसलिए इस इंटरवल 0 से 2 में फ़ंक्शन कंटिन्यूस है यदि आप डिफ़्फ़रेनशियेबिलिटी को देखते हैं तो यह पहली स्थिति के समान है इसलिए यदि आप राइट डेरिवेटिव की गणना करते हैं तो 1 0 इसका मतलब है Δ x → 0 और Δ x पॉजिटिव है क्योंकि मैं राइट लिमिट की बात कर रहा हूं और इस स्थिति में आपने लिया है f 1x f1x तो लिमिट Δ x→0 और f1Δ x है तो f 1 Δx की हमने यहां गणना की है कि यह 2−Δx है और f 2 है और Δx द्वारा विभाजित किया जाए तो यह लिमिट −1 के रूप में आने वाली है क्योंकि यह कैंसिल हो जाएगी और फिर आपको लिमिट 1 मिल जाएगी तो राइट डिरिवैटिव 1 है और लेफ्ट डिरिवैटिव f है जोकि फिर से नेगेटिव Δ x के साथ लिमिट Δ x→0 है तो इस मामले में f1 Δx की गणना यहां से की जाएगी तो1Δ x21 f जोकि 2 Δ x से विभाजित किया गया है तो Δ x → 0 और यहां आपको 1 Δx22 Δx मिलेगा तो 1 Δx22Δ x1−2 हो जाएगा इसलिए यह कैंसिल हो जाएगा और फिर यहाँ भी आपको यह पावर मिलेगी तो Δ x→0 होगा यह 2 के रूप में आ रहा है तो इस मामले में लेफ्ट डेरिवेटिव 2 है और राइट डेरिवेटिव −1 है ऐसा फ़ंक्शन बिंदु 1 पर डिफ़्फ़रेनशियेबल नहीं है इसलिएयहाँ रोल्स का थ्योरम Rolle's Theorem लागू नहीं होता है आप यहां देख सकते हैं कि 1 पर फंक्शन डिफ़्फ़रेनशियेबल नहीं है जो हमने अभी देखा है अब इसे आगे बढ़ाने के लिए एक और उदाहरण लेते हैं जो कहता है कि रोल्स के थ्योरम Rolle's Theorem का उपयोग करके ये पता लगाया जा सकता है कि इस इक्वेशन में क्लोसड इंटरवल 0 1 में जोकि x की पावर में है x13 7x3 5 0 में एक रियल रूट है यह एक अन्य प्रकार का प्रयोग है जहां हम यह दिखाने के लिए रोल्स के थ्योरम Rolle's Theorem का उपयोग कर सकते हैं कि इस इक्वेशन में एक रियल रूट है तो अगर हम और आगे बढ़ते हैं और यह मानते हैं कि इस फंक्शन f का यहाँ जोकि x की पॉवर में x13 7x3 5 0 है 0 1 में एक से अधिक रियल रूट हैं तो हम मानते हैं कि इस फ़ंक्शन f के एक से अधिक रियल रूट हैं तो अगर यहाँ एक से अधिक वैल्यू है तो हम किसी भी दो वैल्यू को ले सकते हैं हम इन्हें अल्फा और बीटा कहते हैं तो आपने दो वैल्यू ली हैं और चूंकि यह अल्फा और बीटा वैल्यू हैं इसलिए fα 0 होगा और वह fβ के बराबर भी होगा तो α और β दोनों वैल्यू हैं इसलिए फंक्शन दोनों α और β पर 0 होगा यहां हम केवल सुविधा के लिए मान लेते हैं कि α β से छोटा है और स्वाभाविक रूप से ये दोनों 0 और 1 के बीच में होंगे क्योंकि 0 और 1 इक्वेशन के वैल्यू नहीं है जो हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं तोहमारे पास α β ये दो वैल्यू हैं क्योंकि हमने माना है कि इस फ़ंक्शन के दो से अधिक वैल्यू हैं इसलिए ये α और β 0 और 1 के बीच होंगे तो दोनों ही पॉजिटिव संख्या हैं और 1 से कम है तो रोल्स थ्योरम Rolle's Theorem कहता है यदि हम इस इनटर्वल α और β के लिए रोल्स थ्योरम Rolle's Theorem को लागू करते हैं तो वहाँ एक बिंदु c होगा जहाँ f 0 होगा क्योंकि फ़ंक्शन अब α और β पर बराबर वैल्यू ले रहा है तथा फंक्शन डिफ़्फ़रेनशियेबल है यह एक पोलिनोमियाल फंकशन है कोई समस्या नहीं है यह स्वाभाविक रूप से कंटिन्यूस है और यह α और β पर समान वैल्यू ले रहा है इसलिए यदि हम इस इनटर्वल में रोल्स थ्योरम Rolle's Theorem लागू करते हैं तो कुछ c के लिए इनटर्वल α β में f0 होगा यह f क्या है तो f है 13c1221c20 कुछ c के लिए इनटर्वल α β में ध्यान दें कि α β दोनों पॉजिटिव संख्या हैं और अब जो आप देखते हैं क्योंकि c यहाँ पॉजिटिव है तो यह एक्सप्रेशन यहाँ 13c1221c2≠ 0 क्योंकि यहाँ पावर 12 है यहां c2 भी इवन संख्या है और यह c पॉजिटिव है तो यह एक पॉजिटिव संख्या है यह 0 के बराबर नहीं हो सकता है लेकिन रोल्स के थ्योरम Rolle's Theorem का कहना है कि यह 0 के बराबर होगा इसका मतलब है हमारी यह धारणा कि फ़ंक्शन में दो से अधिक रियल रूट होंगे गलत है इसलिए यह हमारी धारणा के विपरीत है कि एक से अधिक रियल रूट हो सकते हैं लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इस मामले में कोई रूट है क्योंकि हमने यह साबित किया है कि दो से अधिक रूट नहीं हो सकते हैं इस प्रकार यदि आप इस फ़ंक्शन को यहाँ 0 पर देखते हैं तो वैल्यू 5 कहीं यहाँ है आप इस एक को वहाँ दूसरे छोर पर रखेंगे तो हमें 3 मिलेगा तो वैल्यू 1 पर 3 होगा अगर यह 1 है तो 1 पर वैल्यू 3 है और 0 पर वैल्यू 5 है और फ़ंक्शन कंटिन्यूस है इसलिए निश्चित रूप से इस बिंदु तक पहुंचने के लिए यह वास्तविक अक्ष को पार करेगा और इसलिए यह साबित होता है इस स्थिति में एक रूट का अस्तित्व है जिससे कि एक रूट के अस्तित्व की पुष्टि होती है क्योंकि यहाँ पर इसका चिन्ह बदल रहा है अतः f −5 है और f 3 है यहाँ ऐसे संदर्भ हैं जिनका उपयोग हमने इस व्याख्यान को तैयार करने के लिए किया है जैसे कि पिस्कुनोव की डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस वॉल्यूम 1 Piskunov Differential and Integral calculus Volume 1 और क्रिस्ज़िग की एडवांस्ड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स निष्कर्ष यह है कि हमने रोल्स थ्योरम Rolle's Theorem का अध्ययन किया है जो कहता है कि यदि फंक्शन कंटिन्यूस और डिफ़्फ़रेनशियेबल है और यहाँ a और b पर एक ही वैल्यू है तो वहाँ ओपन इंटरवल a b में कहीं बिंदु c होगा जहां इस फंकशन की टेंजेंट x अक्ष के समानांतर होगी तो यह रोल्स की थ्योरम Rolle's Theorem है जो मीन वैल्यू थ्योरम की एक विशेष स्थिति है जिस पर हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे और मूल रूप से समान वैल्यू के होने की यह धारणा हटा दी जाएगी और फिर हमें और सामान्य परिणाम मिलेंगे और वे मीन वैल्यू थ्योरम है जो कि अगले व्याख्यान का विषय है धन्यवाद